बायोरिएक्टर्स के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है यह बायोरिएक्टर्स पर एक मूक है पिछले व्याख्यान में हमने पहले मॉड्यूल या उपागम को देखा जो बायोरिएक्टर्स का परिचय था पाठ्यक्रम की औपचारिकताओं का उल्लेख करने के बाद कुछ दैनिक उदाहरणों पर चर्चा हुई थी जैसे कैंसर के विषय में दिन प्रतिदिन बढ़ती चिंताएँ कैंसर क्या है और कैंसर का इलाज एलोपैथी से कैसे किया जाता है आगे हमने देखा था कि कैंसरस की कोशिकाओं को मारने वाली दवा के रुप में कैंसर कोशिका को लक्षित करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है बड़ी मात्रा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की आवश्यकता होने पर इसका उत्पादन बायोरिएक्टर या बायोप्रोसेस के माध्यम से किया जाता है और इस विषय के साथ हमने पिछला व्याख्यान शुरू किया था इसके अलावा वैकल्पिक द्रव ईंधन जैसे जैव एथेनॉल और जैव डीजल के विषय में चर्चा की और यह देखा कि कैसे इनका उत्पादन जैव प्रक्रिया के द्वारा होता है पिछले व्याख्यान में एथेनॉल निर्माण के विषय में अधिक जानकारी हेतु लिंक उपलब्ध कराया गया था जैसे मक्का से एथेनॉल और शैवाल से ईंधन जैव तेल का निर्माण किया जाता है इसके बाद इंसुलिन जो मधुमेह के लिए एक उत्कृष्ट दवा है पर चर्चा हुई वास्तव में इंसुलिन बड़े पैमाने पर जैव प्रक्रिया से निर्मित होने वाली पहली दवा हैं अंततः दही निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई और इस बात की समीक्षा की गई कि दही निर्माण वास्तव में एक बायोप्रोसेस है वेसल जिसमें दही निर्मित किया जाता है वह बायोरिएक्टर का एक सरलतम रूप है यह एक उच्च यांत्रिकी युक्त नियंत्रित वेसल होता हैं जिसमें जैव प्रक्रिया होती हैं अंत में जीवों के सम्मुचय के निरंतर गुणन से जैव उत्पाद बनते हैं फिर हमने जैव प्रक्रिया के सार को देखा हमने कहा कि इसके दो प्रमुख पहलू बायोरिएक्टर या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है हमने देखा कि हम कच्ची सामग्री को बायोरिएक्टर में डालते है जिसमें पहले से ही वांछित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं कुछ परिस्थितियों जैसे एंजाइम बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन में एंजाइम का उपयोग होता है अंत में बायोरिएक्टर से क्या संग्रहित किया जाता है बायोरिएक्टर से संग्रहित तरल पदार्थ में सुक्ष्मजीव और इनसे उत्पन्न होने विभिन्न जैव रसायनों के साथ वंछित उत्पाद होता है चूंकि हम केवल उत्पाद में रुचि रखते हैं अतएव हमें वंछित उत्पाद को अन्य अवांछित सामग्री से अलग करने की आवश्यकता पड़ती है अंतिम शुद्ध उत्पाद प्राप्त करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण चरणबद्ध रूप से किया जाता है साथ ही हमने पिछले व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के बायोरिएक्टर पर भी चर्चा की थी हमने देखा कि स्टीयरर टैंक बायोरिएक्टर सबसे सामान्य प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसमे स्टीयरर युक्त एक टैंक होता है एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर पैक्ड बेड बायोरिएक्टर फ्लुइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर एक भरे हुए बेड है जो कि धीरे धीरे घूमतें है स्लाइड टाइम 0343 में वीडियो लिंक हैं जिसमें फ्लुइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर पर विस्तृत जानकारी है सॉलिड स्टेट बायोरिएक्टर और सिंगल यूज़ बायोरिएक्टर सामान्यतः जैविक पदार्थ का निर्माण हेतु कड़े मांगों को नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा करने में सहायक होते हैं फोटोबायोरिएक्टर जिसमे आमतौर पर सूक्ष्म शैवाल और अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव का प्रयोग किया जाता है के विषय में चर्चा की थी बायोरिएक्टर तीन आधारभूत प्रणाली से संचालित किया जा सकता है पहला बैच कार्यप्रणाली जहां हम सभी आवश्यक सामग्री को क्रिया पात्र में डाल देते है और जैव प्रक्रिया के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते है जैव प्रक्रिया के पूर्ण होने बाद क्रिया पात्र में डाले गये सभी सामग्री को निकालते हैं तत्पश्यात् प्रसंस्करित करते हैं दूसरा कंटीन्यूअस कार्यप्रणाली जिसमें कंटीन्यूअस इनपुट और आउटपुट होता है इसमें जीवों की वृद्धि उत्पाद निर्माण और पोषक तत्व का बहाव सभी एक साथ होते हैं तीसरा फेड बैच कार्यप्रणाली जो बैच और कंटीन्यूअस कार्यप्रणाली के मध्य होता है जहां एक ही समय में इंटरमिटेंट इनपुट एंड आउटपुट हो सकते हैं कुछ रिएक्टर्स को तीनों कार्यप्रणाली में संचालित करने की संभावनाएं लागू होती हैं उपरोक्त चर्चाओं के साथ हमने अंतिम व्याख्यान को समाप्त किया किसी भी बायोप्रोसेस के लिए हमें आमतौर पर एक साफ स्लेट की आवश्यकता होती है क्युंकि हम चाहते हैं कि केवल वांछित जीव ही बायोरिएक्टर में विकसित हों इसलिए जब हम बायोरिएक्टर में जैव प्रक्रिया शुरू करते हैं तब बायोरिएक्टर का एक साफ स्लेट उपलब्ध होना चाहिए एक साफ स्लेट प्राप्त करने के तरीके उच्च तापमान या रसायन या भाप या यूवी और गामा जैसे विकिरण के माध्यम हो सकते हैं जो बायोरिएक्टर में मौजूद सभी जीवों को मारता है और फिर हमें एक साफ स्लेट प्रदान करता है साफ स्लेट में हम वांछित जीव को प्रवेशित कराते हैं ये जीव वृद्धि और गुणन करते हैं और वांछित उत्पाद का निर्माण करते हैं अब इस व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं हम इस बिंदु से उच्च तापमान का उपयोग करते हुए एक साफ स्लेट प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों और स्टेरिलाईजेशन या निर्जमीकरण के कुछ विवरणों को देखेंगे थर्मल स्टेरिलाईजेसन या ताप निर्जमीकरण में उच्च तापमान का उपयोग होता है अगर हम जीवित कोशिका की प्रतिशत बनाम समय का ग्राफ खींचतें है तब जीवित कोशिका की प्रतिशत सांद्रता को हम एक लॉग स्केल 100 10 1 01 पर खीच रहे हैं 50 के तापमान पर जो आमतौर पर एक उच्च तापमान होता है तब कई जीव 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करते हैं अधिकांश जीवों के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है हालाँकि उच्च तापमान पर कुछ थर्मोफिल्स अच्छे से विकसित होते हैं लेकिन हम उन्हें वर्तमान परिदृश्य में नजरअंदाज करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित कोशिका की सांद्रता समय के साथ रैखिक रूप से घटती जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः रैखिक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है लेकिन यहाँ स्टीपर अर्थात अत्यधिक उतार चढ़ाव युक्त ग्राफ प्राप्त होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोशिका की जल्दी मृत्यु हो जाती है और इसी तरह 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आगे की प्रतिक्रिया भी रैखिक होती हैं लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस का स्लोप ऑफ़ कर्व 60 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में उपर होता है जैसा कि स्लाइड समय 644 के ग्राफ में दर्शाया गया है ग्राफ में प्रदर्शित प्रक्रिया वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो जीवित कोशिका के उच्च तापमान के संपर्क में आने पर होती है यह तापमान उनके सामान्य संचालन तापमान से अधिक होता है इस तरह का व्यवहार एकल कोशिका के निलंबन के लिए लागू होता है जिसमे कोशिका गुच्छे के रूप में नहीं बल्क़ि अलग अलग होतें हैं यह ग्राफ हमें जीवित कोशिका की प्रतिशत सांद्रता लॉग स्केल पर बताता है इसलिए जीवित कोशिका की सांद्रता को लोगेरिथम या प्रतिशत फ्रैक्शन टाइम के अंतर्गत लेते है अतः यह भाग उच्च तापमान पर प्रदर्शित समय के समानुपाती है इस प्रकार यह एक ऐसा व्यवहार है जो उच्च तापमान पर एकल कोशिका के निलंबन को प्रदर्शित करता हैं आगे हम यह देखेंगें कि ग्राफ से प्राप्त जानकारी उपयोग कैसे किया जा सकता हैं rateofdecreaseinconcentration∝xv इससे पहले कि हम ग्राफ से प्राप्त जानकारी उपयोग करने का तरीका देखें हम स्थिति थोड़ा बेहतर ढंग से समझ लेते हैं ताकि किसी भी आवश्यक स्थिति में इसका उपयोग करना आसान हो जाए जैसा कि हमने पहले देखा है कि जीवित कोशिका की सांद्रता में कमी की दर किसी समय मौजूद जीवित कोशिका की सांद्रता के सीधे समानुपातिक होती है जिसे गणितीय शब्दावली में लिखा गया है स्लाइड समय 0906 जीवित कोशिका की सांद्रता के घटने की दर जीवित कोशिका की सांद्रता xv के समानुपाती होता है सांद्रता में कमी की दर 𝑥d है rd और xv आपस में समानुपाती है xv को स्थिरांक 𝑘𝑑 के साथ गुणा करते हैं हम यहां फर्स्ट आर्डर या प्रथम क्रम अभिव्यक्ति प्रस्तुत रहे हैं rdkdxv यहाँ 𝑥d सांद्रता में कमी की दर है जो प्रति इकाई समय पर कोशिका की इकाई संख्या या द्रव्यमान में इकाई समय में सांद्रता में कमी है यहाँ इकाई सांद्रता ही मुख्य आधार है अब बायोरिएक्टर को एक तंत्र के रूप में में लेते हुए हम कोशिका के लिए एक संतुलन लिखते हैं आप सभी मटेरियल बैलेंस या सामग्री संतुलन के पाठ्यक्रम से परिचित हैं इसलिए हम कोशिका का सामग्री संतुलन लिखने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि संतुलन को रीजन ऑफ फोकस या केंद्र बिंदु के क्षेत्र पर लिखा जाता है और इसे तंत्र कहा जाता है इस मामले में हम बायोरिएक्टर ब्रोथ जो बायोरिएक्टर में द्रवित हिस्सा है जिसमें कोशिका बढ़ती हैं वही हम तंत्र के रूप में लेने जा रहे हैं और हम उस तंत्र पर कोशिका संतुलन लिखने जा रहे हैं नीचे संतुलन समीकरण प्रस्तुत हैं ri rorg rcddt तंत्र में कोशिका के रेट ऑफ़ इनपुट जो बायोरिएक्टर ब्रोथ है बायोरिएक्टर ब्रोथ से कोशिका के रेट ऑफ़ आउटपुट को घटाते है साथ ही बायोरिएक्टर ब्रोथ में कोशिका की रेट ऑफ़ जनरेशन कोशिका की रेट ऑफ़ कंसम्पशन को घटाते है और यह बायोरिएक्टर ब्रोथ में कोशिका के रेट ऑफ़ एक्युमुलेसन के बराबर होता है यदि आप एक जाति के कोशिका के लिए एक तंत्र पर विचार करें तो कोशिका तंत्र में आ सकता है तंत्र से बाहर जा सकता है तंत्र में उत्पन्न हो सकता है या तंत्र में खपत हो सकता है और इन सभी चीजों का शुद्ध परिणाम संचित मात्रा के बराबर होना चाहिए यहाँ सभी गणना दर के रूप में व्यक्त किया गया है यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का उपयोग होता है अतः द्रव्यमान महत्वपूर्ण है द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होता है द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है हालाँकि नाभिकीय अभिक्रियाओं या प्रकाश की गति के परिपेक्ष्य में द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत अलग होता हैं वर्तमान में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की स्थितियों में एक जाति का द्रव्यमान संरक्षित होता है किसी प्रक्रिया से पहले जाति का द्रव्यमान प्रक्रिया के बाद जाति के द्रव्यमान के बराबर होता है शायद कई छात्रों को यह अभी भी स्पष्ट नहीं होगा क्योकि इसे समझने में थोड़ा समय लगता है आइए हम पूर्व में चर्चित समीकरण के आधार की समीक्षा करें आपने सामग्री संतुलन पर पहले पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ा होगा अतः संतुलन को एक समीक्षा के रूप में ले सकते हैं और संतुलन बनाने या लिखने में सक्षम होने के अनुसार समझने की कोशिश कर सकते हैं संतुलन की समीक्षा करने के लिए हम एक स्थिति पर विचार करते हैं कि चेन्नई में ग्रीष्म ऋतु में पानी के टैंकर्स का उपयोग है पानी के टैंकर्स का उपयोग दैनिक जरूरतों के लिए पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है एक पानी के टैंकर का विशिष्ट आकार लगभग 12000 लीटर हो सकता है और यह पानी के टैंकर के लिए मेरी प्रस्तुति है मैं चाहूंगा कि आप अपनी परिकल्पना का उपयोग करें कि यह पानी का टैंकर कैसा हो सकता है लॉरी पर पानी का टैंकर टिका होता है और हम यह कह सकते है कि यह पानी के टैंकर जल आपूर्ति के लिए है आम तौर पर पानी का टैंकर 8000 लीटर 10000 लीटर 12000 लीटर या 16000 लीटर होता है अब हम 12000 लीटर की क्षमता वाले एक टैंक पर विचार करते है प्रश्न यह है कि टैंक में पानी का द्रव्यमान क्या है आप सभी जानते हैं कि यदि हम घनत्व जानते हैं तो हम टैंक में पानी के द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं यहाँ द्रव्यमान 12000 किलोग्राम होता है क्योंकि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी gram per cc है इसलिए 1 किलोग्राम प्रति लीटर गुणा 12000 लीटर से 12000 किलोग्राम निकलता है अब सवाल यह है कि इस 12000 लीटर के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा जो छात्र सामग्री संतुलन पाठ्यक्रम से परिचित हैं या जो इसके साथ सहज हैं वे तुरंत सवाल पूछेंगे कि टैंक को भरने वाले पानी की इनपुट रेट या आगम की दर क्या है यदि आप पानी की इनपुट रेट जानते हैं तो आप टैंक को भरने में लगने वाले समय का पता आसानी से लगा सकते हैं रेफ़र स्लाइड टाइम 1523 यदि इनपुट रेट 10 किलोग्राम प्रति सेकंड होती है तो समय 1200 सेकंड या 20 मिनट होगा यदि इनपुट रेट 20 है तो समय 600 सेकंड या 10 मिनट होगा यदि इनपुट रेट 50 किलोग्राम प्रति सेकंड है तो समय 240 सेकंड या 4 मिनट होगा हम इस पर कैसे पहुंचे यदि हम पानी के रेट ऑफ इनपुट को जानते हैं तो हम समय बराबर द्रव्यमान दर स्लाइड समय 1523 सूत्र का उपयोग करके यह मान निकला है उदाहरण के लिए 10 किलोग्राम प्रति सेकंड पर 12000 किलोग्राम से आपको 1200 सेकंड देता है जो कि 20 मिनट है हम आगे की चर्चा के लिए इनपुट रेट को चुनते हैं अब इस प्रक्रिया को थोड़ा जटिल करते हैं रेफ़र स्लाइड टाइम 1640 मान लीजिए टैंकर में एक छेद है जो 5 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से पानी को बहा देता है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि आपने पाठ्यक्रम को ध्यान दिया हैं तब आप पूछेंगे कि शुद्ध दर क्या है आप आसानी से समय का पता लगा सकता हैं इसलिए यहां दर के संदर्भ में काम करने से लाभ है क्योंकि हम इन सभी मानक प्रश्नों की गणना आसानी से कर सकते है यदि आप यहाँ मात्रा के संदर्भ में गणना करते हैं तो मानक प्रश्नों का हल निकालना मुश्किल हो जाता है इसलिए हम दर के संदर्भ में गणना करते करते हैं गतिशील तंत्र और अभियांत्रिकी तंत्र भी इसी तरह कार्य करते हैं हम उस पर थोड़ी देर पश्चात चर्चा करेंगे वर्तमान स्थिति में इनपुट रेट 20 किलोग्राम पर सेकंड और 5 किलोग्राम पर सेकंड आउटपुट रेट या निर्गम की दर है तो शुद्ध दर 15 किलोग्राम प्रति सेकंड होगी rnet rin - rout 20 - 5 15 Kg s 1 शुद्ध दर ज्ञात करने के पश्चात शुद्ध दर से मात्रा को भाग करके समय का पता लगा सकते है वर्तमान परिदृश्य में द्रव्यमान को शुद्ध दर से भाग किया गया है t V rnet 1200015 800 s or 133 min मात्रा 12000 किग्रा को शुद्ध दर 15 किलोग्राम प्रति सेकंड से भाग करते है तो समय 800 सेकंड या लगभग 133 मिनट हमें मिलता है रेफ़र स्लाइड टाइम 1814 अब हम इसे एक रचनात्मक तरीके से जटिल करते हैं मान लीजिए कि रिसाव के अलावा टैंक के अंदर ही कुछ तंत्र है जो 1 किलोग्राम प्रति सेकंड पानी पैदा कर रहा है और कुछ अन्य क्रिया जिसमें पानी का उपयोग टैंक के अंदर 025 किलोग्राम प्रति सेकंड किया जाता है जो सभी एक साथ होते हैं यह यहाँ की महत्वपूर्ण पंक्ति है वे सभी एक साथ होते हैं यदि ये सभी एक साथ होते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा आप अब तक दरों के साथ सहज हैं आप मुझसे पूछते हैं कि शुद्ध दर क्या है अगर मुझे शुद्ध दर पता है तो मैं यह पता लगा सकता हूं आप शुद्ध दर कैसे पाते हैं शुद्ध दर ज्ञात करने के लिए रेट ऑफ़ इनपुट से रेट ऑफ़ आउटपुट को घटाकर रेट ऑफ़ जनरेशन से रेट ऑफ़ कंसम्पशन को घटाकर दोनों को जोड़ दिया जाता है जैसा नीचे समीकरण में दिया है रेट ऑफ़ इनपुट 20 किलोग्राम प्रति सेकंड है रेट ऑफ़ आउटपुट 5 किलोग्राम प्रति सेकंड है जिसे हमने पहले ही देख लिया है अब यहाँ रेट ऑफ़ जनरेशन पानी 1 किलोग्राम प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहा है और 025 किलोग्राम प्रति सेकंड की अभिक्रिया दर से उपभोग हो रहा है इसलिए शुद्ध दर 1575 किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाती है rnet rin - rout rgen - rconsump 20 - 5 1 - 025 1575 Kg s 1 तो 1575 Kg s 1 वह रेट है जिससे पानी तंत्र के अंदर या टैंक के अंदर जमा हो जाता है टैंक में समय के साथ पानी के द्रव्यमान के परिवर्तन की दर बदलती है शुद्ध दर 1575 किलोग्राम प्रति सेकंड को द्रव्यमान 12000 किलोग्राम से भाग दे तो 7619 सेकंड या 127 मिनट मान आएगा t m rnet 120001575 7619 s or 127 min अब मैं आपको हमारे समीकरण के पृष्ठभूमि से अवगत करता हूँ रेट ऑफ़ इनपुट को रेट ऑफ़ आउटपुट से घटायें और रेट ऑफ़ कंसम्पशन को रेट ऑफ़ जनरेशन से घटायें तो वह रेट ऑफ़ एक्युमुलेसन के बराबर होता है हम रेट ऑफ़ एक्युमुलेसन को हम व्युत्पन्न के रूप में लिखते हैं ताकि इसका सीधा उपयोग आसान हो rnetri rorg rcddt रेफ़र स्लाइड टाइम 2028 कोशिका के ताप निर्जमिकरण के दौरान एक स्टीयरर्र टैंक बायोरिएक्टर जिसमें संभवतः कुछ कोशिका पहले से ही बढ़ रही हैं अब हम इसे ताप निर्जमिकरण करने जा रहे हैं और वहां मौजूद सभी कोशिका को मार देते हैं इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका बायोरिएक्टर ब्रोथ में ही मर जाता है जो हमारा तंत्र है चूँकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है कोई आगम और निर्गम नहीं है इसलिए कोशिका के रेट ऑफ़ इनपुट के परिपेक्ष्य में तंत्र में कोशिका का द्रव्यमान 0 है ri0 तंत्र से कोशिका का कोई निर्गम नहीं है अतः यहाँ भी रेट ऑफ़ आउटपुट के परिपेक्ष्य में कोशिका का द्रव्यमान या कोशिका की संख्या 0 है ro0 यह मान है लेंते कि तंत्र में कोई कोशिका का उत्पादन नहीं हो रहा है है इसलिए कोशिका का रेट ऑफ़ जनरेशन 0 है rg0 और इसलिए केवल एक शब्दावली शेष है द्रव्यमान के आधार पर कोशिका की रेट ऑफ़ कंसम्पशन − 𝑟𝑐 है यह ऋणात्मक है क्योंकि 𝒓𝒊 0 𝒓o 0 𝒓g 0 है − 𝑟𝑐 कोशिका की रेट ऑफ़ कंसम्पशन ddt के बराबर है यह वह रेट है जिस पर कोशिका का द्रव्यमान तंत्र में संग्रहित होता है rcddt कोशिका की खपत कोशिका की मृत्यु के माध्यम से होती है क्योंकि वे उच्च तापमान के संपर्क में आ रहे हैं यह ताप निर्जमिकरण पर आधारित है 𝑟𝑐 जो कि द्रव्यमान के आधार पर कोशिका की रेट ऑफ़ कंसम्पशन है जबकि 𝑟𝑑 सांद्रता पर आधारित था सांद्रता द्रव्यमान से मात्रा को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है इसलिए सांद्रता प्राप्त करने के लिए आपको द्रव्यमान से मात्रा को गुणा करना होगा इसलिए द्रव्यमान आधारित दर को प्राप्त करने के लिए आपको द्रव्यमान आधारित दर को मात्रा से गुणा करना होगा rcrdV इसलिए V गुणा rd जो सांद्रता पर आधारित कोशिका की रेट ऑफ़ कंसम्पशन या कोशिका मृत्यु है में यह ऋणात्मक चिन्ह हमारे संतुलन समीकरण से आता है बायोरिएक्टर के अंदर कोशिका का रेट ऑफ़ एक्युमुलेसन ही उसका द्रव्यमान होता है निर्जमिकरण के समय rd गुणा V mx के d dt के बराबर होता है rdVdmxdt अब हमारे पास सभी गणना द्रव्यमान पर आधारित है अभी सांद्रता की परिभाषा द्रव्यमान मात्रा है massconcentration×volume द्रव्यमान सांद्रता मात्रा इसलिए 𝑚𝑥 𝑥𝑣 जो जीवित कोशिकाओं की सांद्रता है गुणा मात्रा के बराबर है mxxvV यदि हम इस 𝑚𝑥 को प्रतिस्थापित करते है तब − 𝑟𝑑 गुणा V बराबर 𝑚𝑥 𝑥𝑣 गुणा 𝑉 होता है इसलिए अब मात्रा 𝑥𝑣 गुणा V का ddt होता है जिसमे मात्रा अर्थात ब्रोथ को मात्रा या तंत्र की मात्रा स्थिरांक है हम V को व्युत्पन्न से बाहर रख सकते हैं अतः अब 𝑥𝑣 का ddt होगा rdVdxvVdtVdxvdt इस प्रकार अगर हमारे पास मात्रा है तो हम सामान मात्रा होने की स्थिति में इन्हें आपस में काट कर सकते हैं इसलिए − 𝑟𝑑 𝑘𝑑 और 𝑥𝑣 के बराबर है हमने पहले 𝑟𝑑 को फर्स्ट आर्डर एक्सप्रेशन के रूप में प्रस्तुत किया था जो 𝑘𝑑𝑥𝑣 है कोशिका की रेट ऑफ़ डेथ स्थिर समय में जीवित कोशिका की सांद्रता के बराबर होती है जो एक फर्स्ट आर्डर एक्सप्रेशन है यह 𝑥𝑣 के 𝑑𝑑𝑡 के बराबर होता है इस प्रकार हमने यहाँ मात्रा को आपस में रद्ध किया rd kdxvdxvdt यह अंतिम अभिव्यक्ति है xvddt बराबर kdxv है dxvdt kdxv यह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे आप सभी परिचित हैं यदि हम इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो हमें ln या प्राकृतिक लाग xv0xv बराबर 𝑘d t प्राप्त होता है ln xv0xv kd t जहाँ xv शून्य या नॉट वह प्रारंभिक सांद्रता है जिसे हमने बायोरिएक्टर स्टेरिलाईजेशन की प्रक्रिया के शुरुआत में थर्मल स्टेरिलाईजेशन के समय इंगित किया था और xv दिए गये समय पर जीवित कोशिका की सांद्रता है बायोरिएक्टर स्टेरिलाईजेशन की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् जीवित कोशिका की सांद्रता xv नाट से xv तक नीचे जाने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करने के लिए हम प्राकृतिक लॉग को लॉग 10 आधार में परिवर्तित करना है आप जानते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर 2303 है इसलिए प्राकृतिक लॉग xv नॉट xv 2303 है इस प्रकार xv नॉट से xv तक जीवित कोशिका की सांद्रता कमी के लिए आवश्यक समय के लिए अभिव्यक्ति 2303kd xv नाट xv के आधार 10 का लाग हैं t2303kdxv0xv रेफ़र स्लाइड टाइम 2649 जीवित कोशिका की सांद्रता में 10 गुना कमी के लिए लगने वाला समय निकालने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि शुरू में जीवित कोशिका की सांद्रता का एक निश्चित मान था जो समय के साथ मूल मान के दसवें भाग से नीचे चला गया था अब जीवित कोशिका की सांद्रता में 10 गुणा कमी के लिए लिया गया समय तापमान पर निर्भर है वास्तव में यह उच्च तापमान पर जीवित कोशिका की सांद्रता में 10 गुना कमी है यह ताप निर्जमीकरण के प्रारूप के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है अब हम यह देखते हैं कि एकत्रित जानकारी के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में निर्जमीकरण के प्रारूपित प्रक्रिया का उपयोग कैसे किया जा सकता है लिविंग सेल कंसंट्रेशन या जीवित कोशिका सांद्रता में 10 गुना कमी के लिए लिया गया समय दशमलव में कमी का समय कहलाता है आमतौर पर इसे कैपिटल D से व्यक्त किया जाता है जीवित कोशिका की प्रारंभिक सांद्रता xv0 को जीवित कोशिका की सांद्रता xv से भाग किया जाता है t2303kdxv0xv अगर हम इस अभिव्यक्ति को समय के साथ प्रतिस्थापित करते हैं तो यह सांद्रता के 𝑥𝑣 नाट से 𝑥𝑣 तक जाने के लिए आवश्यक समय को अभिव्यक्त करता है तदोपरांत हम दशमलव में कमी के अनुसार के समय के लिए आवश्यकतानुसार चर राशि के लिए अभिव्यक्ति लिखते हैं 2303 को 𝑘𝑑 लघुगणक 10 के आधार से भाग करते है बेस को 1 के रूप में लेने पर यह 𝑘𝑑 द्वारा घटकर 2303 हो जाता है दशमलव में कमी के समय के लिए अभिव्यक्ति निम्नानुसार है D2303kd10 2303kd रेफ़र स्लाइड टाइम 2843 यह विश्लेषण केवल एकल कोशिका निलंबन के लिए लागू है जिसके लिए किसी भी समय रेट ऑफ़ किलिंग जीवित कोशिका की सांद्रता के सीधे समानुपातिक है इस अवलोकन का गणितीय रूप इसे फर्स्ट आर्डर डीक्रीज़ के रूप में प्रदर्शित करता है उच्च तापमान पर कोशिका सांद्रता में कमी की दर किसी भी समय जीवित कोशिका की सांद्रता के सीधे समानुपातिक है गणितीय अभिव्यक्ति हमेशा वस्तुस्थिति को सामान्य करती है यह उन स्थितियों में बहुत अधिक उपयोगी बनाता है जो प्रासंगिक परिस्थितियां पहले नहीं देखी गई हैं और यही निर्जमिकरण प्रक्रिया के रुपरेखा का प्रमुख आधार होता है पूर्व चर्चा एकल कोशिका के निलंबन के लिए था इसके अलावा मृत्यु व्यवहार हैं जो अरेखीय होता हैं आइए हम यह देखें कि क्या आप यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं पुनः हम जीवित कोशिका की प्रतिशत सांद्रता का ग्राफ लॉग स्केल 100 10 1 01 बनाम समय के अनुसार खींचते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तरह का कर्व देगा पहले ये घटता हुआ रेखीय रेखा प्रदर्शित करता है इस मामले यह काफी समय पश्चात घटता है क्या आप इसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सामग्री या किस रूप में जीवित कोशिका इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेंगी जवाब गुच्छ सेल है चूंकि इस स्थिति में कोशिका एक दूसरे के साथ गुच्छे बनती हैं गुच्छ कोशिका के बाहरी हिस्सों की कोशिका की तुलना में आंतरिक भागों की कोशिका को मारने में कुछ अधिक समय लगता है सम्भवतः जीवित कोशिका की प्रतिशत सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ इस तरह के व्यवहार का परिणाम हो आइए हम केवल विविधता के लिए एक दूसरे अरेखीय व्यवहार को देखें यहाँ दो रेखाएं प्रदर्शित है ये 100 से 02 तक सीमान्तर्गत रेखाएँ है यहाँ तुलनात्मक रूप में अलग अलग ढलान रेखाएँ है आपको क्या लगता है कि ऐसा व्यवहार कब देखा जाएगा हम पहले एकल कोशिका में यह व्यवहार देख चुके है पर हमारे पास यहाँ अलग अलग ढलान की दो रेखाएँ हैं और जब आपके पास दो अलग अलग प्रकार के कोशिका की मिश्रित आबादी हो तब यह प्रदर्शित हो सकता है मिश्रित आबादी में कोशिका आपस में भिन्न होते है और यह अंतर उच्च तापमान पर उनकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है मिश्रित आबादी में कोशिका तेजी या धीमी गति से घटती हैं जीवित कोशिका की सांद्रता बनाम समय का ग्राफ इसे स्पष्ट करता है यह व्यवहार दो अलग अलग प्रकार के कोशिका की मिश्रित आबादी के साथ उत्पन्न होता है अब हम पहली अभ्यास समस्या करने जा रहे है

यह मॉड्यूल 1 की समस्या 11 है यह समस्या इस मूक के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए नहीं गिना जाएगा हालांकि मेरा मानना है कि आपको समस्या के समाधान के इन कौशल को सीखने की आवश्यकता है

जब हम अगला व्याख्यान शुरू करेंगे तो मैं आपके लिए इसे पहले हल करूँगा और फिर आगे बढ़ूंगा यहां अभ्यास समस्या पढ़ते है एक बायोरिएक्टर का उपयोग करने से पहले निर्जमिकरण करना चाहिए बायोरिएक्टर के विलयन माध्यम में एकल कोशिका होती है इसलिए ये समान विशेषताओं वाले ताप प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती हैं यहाँ ग्राफ में एकल रेखा है जो 70 डिग्री सेल्सियस पर कम होती है जीवित कोशिका की सांद्रता को इसके मूल मान से 20 प्रतिशत तक कम करने में 5 मिनट लगते हैं a पहले डेसीमल रिडक्शन टाइम या दशमलव में कमी का समय ज्ञात करें याद रखें हमने कहा कि दशमलव में कमी का समय एक महत्वपूर्ण मापदंड हैं और b जीवित कोशिका की सांद्रता को समान परिस्थितियों में अपने मूल मान के 01 प्रतिशत तक कम करने में कितना समय लगेगा यह आपके लिए एक समस्या है आपको यह जानना होगा कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अगले व्याख्यान को शुरू करने के बाद आपको समाधान के पीछे कुछ सोच से अवगत कराया जाये जब हम समस्या को हल करेंगे तब हम आपको समस्या को हल करने के हुनर जिसकी चर्चा हमने पाठ्यक्रम परिचय में किया था के अनुसार कराने की कोशिश करेंगे हम बायोप्रोसेस के कुछ उदाहरण से अवगत है और साथ ही यह भी देखा कि बायोरिएक्टर बायोप्रोसेस का ह्रदय है विभिन्न प्रकार के बायोरिएक्टर्स उपयोग किए जाते हैं हमने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ बायोरिएक्टर्स देखें जैसे स्टीयरर्र टैंक बायोरिएक्टर एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर सॉलिड स्टेट बायोरिएक्टर सिंगल यूज़ बायोरिएक्टर्स फोटोबायोएक्टर पैक्ड बेड बायोरिएक्टर्स और फ्लूईडाइज़्ड बेड बायोरिएक्टर यह बायोरिएक्टर के अलग अलग प्रकार हैं जो एक यंत्रीकृत नियंत्रित पात्र होते है जिसमें जैव क्रियाएँ होते हैं जो आमतौर पर कोशिका द्वारा संचालित की जाती है या कुछ परिस्थितियों में एंजाइम्स हो सकते है जिनके द्वारा अभिक्रिया की होती है यह वास्तव में एक बायोरिएक्टर्स है हम पूर्व में चर्चा कर चुके है कि कुछ बायोरिएक्टर को अलग अलग प्रणाली में संचालित किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक स्टीयरर्र टैंक बायोरिएक्टर बैच मोड प्रणाली कंटीन्यूअस प्रणाली और फेड बैच प्रणाली में संचालित किया जा सकता है जबकि फेड बेड रिएक्टर को केवल एक बैच मोड प्रणाली में संचालित करना थोड़ा मुश्किल है हालाँकि संभव हैं लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है परंतु यह आम तौर पर बैच प्रणाली में संचालित नहीं होता है यह कंटीन्यूअस प्रणाली में संचालित होता है इसमें हमें एक साफ स्लेट की आवश्यकता होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल वांछित जीव ही उत्पाद को विकसित और उत्पादित करें इसलिए हमें अन्य सभी जीवों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है जो सामान्य रूप से बायोरिएक्टर में मौजूद हैं जीव हर समय हमारे आस पास हवा में मौजूद रहते हैं और कोई भी उन्हें खुले वायुमंडल से बायोरिएक्टर ब्रोथ में जाने से नहीं रोकता है इस कारण हमें उन सभी कोशिका को मारने की जरूरत है जो शुरू में वहां मौजूद हैं निर्जमिकरण में ताप प्रक्रिया शामिल है जिसमे कोशिका को मारने के लिए उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है इसके अलावा आप उपयुक्त भाप या द्रव पदार्थ का उपयोग निर्जमिकरण के लिए कर सकते हैं जब आप इन जीवों या कोशिका संवर्धन को संभालते हैं तब हाथों के निर्जमिकरण के लिए 70 प्रतिशत् इथेनॉल का उपयोग करते है फॉर्मेलिन विलयन से उत्पन्न फॉर्मेल्डिहाइड भाप का उपयोग प्रयोगशाला जैसे स्थानों में जीवों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है गामा विकिरण और यूवी विकिरण का उपयोग विशेष रूप से सिरिंज के निर्जमीकरण के लिए करते हैं विकिरण का उपयोग ऐसी वस्तु के लिए किया जाता है जो उच्च तापमान के संपर्क में नहीं आ सकती हैं वे मुख्यतः प्लास्टिक से बने होते हैं इस तरह हमने अवांछित कोशिका को मारने के कुछ तरीके देखें फिर हमने ताप निर्जमीकरण को विस्तृत रूप में देखा हमने अभियांत्रिकी तंत्र विश्लेषण और गतिशील तंत्र विश्लेषण में ताप निर्जमीकरण को आधारभूत मापदंड के रूप में देखने आवश्यकता की पुष्टि की दर महत्वपूर्ण है और विभिन्न परिस्थितियों में दर को मापने का तरीका अलग हो सकता है उदाहरण के लिए आपके पास गति है जो कि दर के बराबर है और आप समय के द्वारा तय की गई दूरी से औसत गति को माप सकते हैं लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए गति केन्द्रीय मापदंड है विशेषकर जब हम अभियांत्रिकी तंत्र के संरचनात्मक प्रणाली के साथ काम करते हैं तो मानक सवालों का जवाब देना आसान हो जाता है फिर दर के सन्दर्भ में हमने यह देखा कि उच्च तापमान में कोशिका की मृत्यु दर एक विशेष समय पर जीवित कोशिका की सांद्रता के सीधे समानुपातिक हो सकती है या फर्स्ट आर्डर काइंड ऑफ़ रिएक्शन हो सकती है फिर हमने देखा कि एक डेसीमल रिडक्शन दर एक मानक मापदंड है यहाँ समय के लिए एक सामान्य अभिव्यक्ति है जीवित कोशिका की प्रारंभिक सांद्रता 𝑥𝑣 शून्य से विशिष्ट समय t के पश्चात 𝑥𝑣 तक जाने पर सांद्रता में कमी की दर से संबंधित अभ्यास समस्या को देखा हमने यह भी देखा कि यह रेखीय मारण केवल एक प्रकार का व्यवहार है गुच्छ कोशिका में विभिन्न ढलान के साथ दो सीधी रेखाओं के संयोजन वाले ग्राफ प्राप्त होते हैं यदि आपके पास जीवों की मिश्रित आबादी है जो विभिन्न तापमान में प्रतिक्रिया देते है तब विभिन्न ढलानों के साथ दो सीधी रेखायें प्राप्त होती है फिर हमने अभ्यास समस्या पर ध्यान दिया अभ्यास समस्या वह है जो अभियंता से करने की अपेक्षा की जाती है और इन कौशलों पर ध्यान देना लाभकारी होता है हम अगले व्याख्यान में इस समस्या को हल करेंगे और मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे